हमने प्रतिरोधी दो पोर्ट नेटवर्क की पारस्परिकता साबित कर दी है लेकिन केवल तीन टर्मिनल दो पोर्टों के लिए अब मैं कहूंगा कि कैसे इसे बड़ी आसानी से चार टर्मिनल प्रतिरोधी दो पोर्टों तक बढ़ाया जा सकता है तो मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह के चार टर्मिनल दो पोर्ट है और इसमें केवल प्रतिरोधक होते है अब हम यह क्या है जिसे हम साबित करना चाहते है हम इसे चार मापदंडों में से किसी के भी संदर्भ में साबित कर सकते है मान लीजिए कि हम इस नेटवर्क के लिए Z 1 2 Z 2 1 साबित करने के बारे में सोचते है फिर इसका वास्तव में क्या अर्थ है तो मान लीजिए कि मैं I 1 को पोर्ट 1 से जोड़ता हूं और पोर्ट 2 से कुछ भी नहीं मैं पोर्ट 2 को खुला परिपथ छोड़ देता हूं स्पष्ट रूप से इन दो बिंदुओं के बीच पोर्ट 2 पर जो निकलता है है Z 2 1 × I 1 यह Z मापदंडों की परिभाषा से है और इसी तरह मान लीजिए कि मैं I 2 को पोर्ट 2 से जोड़ता हूं और पोर्ट 1 को खुला परिपथ छोड़ देता हूं जो वोल्टेज मुझे यहां मिलता है वह Z 1 2 × I 2 होगा अब मुझे जो साबित करना है है मुझे इसे V 2 कहने दें और बस इन दोनों के बीच अंतर करने के लिए मुझे इसे I I 2 हैट कहने दें तो यहां वोल्टेज Z 1 2 × I 2 हैट होगा और मैं उस वोल्टेज को V 1 हैट से निरूपित करूंगा तो हैट दूसरे मामले को संदर्भित करता है हैट के बिना यह पहला मामला है तो अनिवार्य रूप से V 2 बाय I 1 Z 2 1 होगा और मुझे यह साबित करना होगा कि यह Z 1 2 के समान है जोकि V 1 हैट बाय I 2 हैट है तो अनिवार्य रूप से एक तरफ से दूसरी तरफ खुला परिपथ ट्रांसमिशन मापदंड अर्थात् मुझे पोर्ट 1 से पोर्ट 2 और पोर्ट 2 से पोर्ट 1 तक दोनों पक्षों के लिए बराबर साबित करना है तो इस तरह से मैं चार टर्मिनल दो पोर्ट के लिए पारस्परिकता साबित करने के बारे में जाउंगा और मैं परिणामों का उपयोग करूंगा जिन्हें मैं पहले से ही तीन टर्मिनल दो पोर्टों से जानता हूं मैं जो करूँगा है क्योंकि मेरे पास पहले से ही तीन टर्मिनल दो पोर्टों के लिए सबूत है अर्थात् दो पोर्ट जिनमें वहां दो पोर्टों के लिए एक टर्मिनल उभयनिष्ठ है मैं इसे भी उसी तरह से परिभाषित करने का प्रयास करूंगा जैसे मैं इस 1 प्राइम को संदर्भ नोड के रूप में परिभाषित करूँगा तो यह पोर्ट 1 है जैसा कि हम पहले से ही जानते है मेरा वास्तविक दूसरा पोर्ट 2 और 2 प्राइम के बीच है लेकिन निश्चित रूप से कुछ भी मुझे दूसरे पोर्ट को परिभाषित करने से नहीं रोकता है जो कि बीच में है मुझे इसे A के रूप में बुलाने दें नोड A और संदर्भ नोड के बीच तो मान लीजिए कि मैं इसे पोर्ट A कहता हूं और यह 2 प्राइम को मैं B के रूप में लेबल करूंगा और मैं इसे पोर्ट B कहूँगा वास्तविक दूसरा पोर्ट जिसमें मुझे दिलचस्पी है वह 2 और 2 प्राइम के बीच है तो यह वही है जो मुझे साबित करना होगा लेकिन अब अनिवार्य रूप से मैंने तीन पोर्टों को एक उभयनिष्ठ टर्मिनल के साथ परिभाषित किया है इस 1 प्राइम को उभयनिष्ठ टर्मिनल के रूप में परिभाषित किया गया है और यह इस टर्मिनल 1 और संदर्भ नोड के बीच है अर्थात् पोर्टों में से एक टर्मिनल 2 और संदर्भ नोड जोकि दूसरा पोर्ट है हमारे पास पहले से मौजूद अन्य दो पोर्टों से इसे अलग करने के लिए मैं उसे पोर्ट A कहूँगा और टर्मिनल 2 प्राइम या B और संदर्भ नोड के बीच मेरे पास तीसरा पोर्ट है जो पोर्ट B है तो अब अगर मैं इनमें से कोई दो लेता हूं तो माना पोर्ट 1 और पोर्ट A या पोर्ट 1 और पोर्ट B तो इनमें से प्रत्येक तीन टर्मिनल दो पोर्ट है याद रखें कि नेटवर्क प्रतिरोधक है मैं अपनी इच्छानुसार कहीं भी पोर्ट को परिभाषित कर सकता हूं मुझे दिए गए पोर्ट 2 और 2 प्राइम के बीच है और मैं अंततः उस पोर्ट के लिए पारस्परिकता साबित करूंगा लेकिन अब मैं पोर्ट 1 के समान उभयनिष्ठ टर्मिनल के साथ दो अन्य पोर्टों को परिभाषित कर रहा हूं इसलिए मैं इनमें से कोई भी दो पोर्ट ले सकता हूं और तीन टर्मिनल दो पोर्ट के लिए अपने पहले के परिणाम का उपयोग कर सकता हूं तो तीन टर्मिनल दो पोर्टों के लिए मेरे पहले के परिणाम क्या कहते है अगर मैं इस मामले को लेता हूं वह पोर्ट 1 और पोर्ट A को दो पोर्ट नेटवर्क के रूप में लेता है मुझे पता है कि Z 1 A Z A 1 है और इसी तरह अगर मैं पोर्ट 1 और पोर्ट B को अपने दो पोर्टों के रूप में लेता हूं तो मेरे पास Z 1 B Z B 1 होगा ठीक है तो अब मुझे दो मामलों में कोशिश करने दें पहले मामले में मैं I 1 को पोर्ट 1 पर लागू करूंगा और पोर्ट 2 को खुला परिपथ छोड़ दूंगा और मुझे इसे संदर्भ नोड के रूप में परिभाषित करने दें अगर मैं पोर्ट 2 को खुला परिपथ छोड़ देता हूं तो पोर्ट A भी खुला परिपथ होता है क्योंकि मेरे पास इसके और संदर्भ नोड के बीच कुछ भी नहीं है याद रखें यह टर्मिनल A है और मेरा संदर्भ नोड वहां है और यह टर्मिनल B और संदर्भ नोड है चूंकि मैं 2 से प्राइम खुला परिपथ करता हूं मेरे पास पोर्ट A के साथ साथ पोर्ट B पर भी एक खुला परिपथ है तो पोर्ट A पर दिखाई देने वाला वोल्टेज क्या है स्पष्ट रूप से मैं पोर्ट 1 को पोर्टों में से एक पोर्ट A को दूसरे पोर्ट के रूप में सोच सकता हूं इसलिए यदि मैं I 1 को पोर्ट 1 में इंजेक्ट करता हूं तो यहां जो आता है वह ZA 1 × I 1 है ZA 1 पोर्ट 1 से पोर्ट A तक मापदंड है और इसी प्रकार यहां पोर्ट B I पर ZB 1 × I 1 होगा इसलिए मैंने इन दो वोल्टेजों की गणना की पहले 1 और A को दो पोर्टों में से एक के रूप में और फिर 1 और B को दो पोर्टों में से एक के रूप में ध्यान में रखते हुए चूंकि मैंने इन दो पोर्टों पर कुछ भी नहीं जोड़ा है वह ठीक है यदि आप वास्तव में चाहते है तो मैं इसके और उसके लिए दो अलग अलग चित्र बना सकता हूं लेकिन जब मैं I 1 को लागू करता हूं तो मुझे कुछ वोल्टेज यहां और कुछ अन्य वोल्टेज वहां मिलेगा जिसे मैं पोर्ट 1 और पोर्ट A और पोर्ट 1 और पोर्ट B के मध्य दो पोर्ट मापदंडों के संदर्भ में व्यक्त कर सकता हूं अब मेरा वास्तविक दूसरा पोर्ट वोल्टेज V 2 क्या है यह V 2 है और स्पष्ट रूप से आप देखते है कि इस लूप के चारों ओर KVL का उपयोग करने से V 2 होगा Z A 1 माइनस Z B 1 × I 1 इसलिए मैंने यहां एक विद्युत धारा लगाई है और पोर्ट 2 पर वोल्टेज को ज्ञात किया है अब मुझे एक दूसरा मामला लेने दें जहां मैं पोर्ट 1 को खुला परिपथ करता हूं और मैं V 1 हैट को मापना चाहता हूं जब I 2 हैट वहां पर लागू होता है तो फिर से यह निश्चित रूप से वही नेटवर्क है वही प्रतिरोधक नेटवर्क जो सभी नोड ले रहा है अब यह मेरे लिए भी पहले के प्रमेयों में से एक जिसकी हमने चर्चा की थी का उपयोग करने का एक अवसर है मैं जो करूंगा वह निम्नलिखित है इस बिंदु के साथ मेरी गणना संदर्भ नोड के रूप में काम करती है और मैंने दो अन्य पोर्टों पोर्ट A और पोर्ट B को संदर्भ नोड के रूप में इस नोड के साथ परिभाषित किया था यह पोर्ट A था यह इस टर्मिनल और संदर्भ नोड के बीच था और यह पोर्ट B था जो इस टर्मिनल और संदर्भ नोड के बीच है इसलिए मैं जो करूँगा वह निम्नलिखित है मैंने इसे कॉपी किया है फिर मैं विद्युत धारा स्रोत को विभाजित कर दूंगा I 2 हैट के पास श्रृंखला में दो समान विद्युत धारा स्रोत है इसलिए मैं यह कर सकता हूं क्योंकि दो समान विद्युत धारा स्रोतों का श्रृंखला संयोजन बिल्कुल एक समान है हमने इसे पहले के प्रमेय में देखा है कि हमने विद्युत धारा स्रोत के विभाजन के रूप में चर्चा की है और हमने यह भी देखा कि हम इस नोड को परिपथ में किसी भी बिंदु पर जोड़ सकते है और मैं इसे संदर्भ नोड से जोड़ना चुनूंगा अब मैं ऐसा क्यों करूं ऐसा करने से मैं देखता हूं कि यह ऊपरी विद्युत धारा स्रोत मूल रूप से पोर्ट A से बाहर निकल रहा है और यह निचला विद्युत धारा स्रोत पोर्ट B से बाहर निकल रहा है मुझे पहले से ही पोर्ट A और पोर्ट 1 और पोर्ट B और पोर्ट 1 के बीच के परिणाम पता है मुझे पता है कि पारस्परिकता है तो इसीलिये मैं इसे इस तरह से करता हूं तो अब चूंकि मेरे पास यहां दो स्रोत है इसलिए मैं सुपर पोजीशन को छोड़ देता हूं इसलिए मैं इसे दो मामलों में विभाजित कर दूंगा जहां मेरे पास केवल ऊपरी विद्युत धारा स्रोत सक्रिय है वहां पर और केवल निचला विद्युत धारा स्रोत सक्रिय है वहां पर अब मुझे पोर्ट 1 पर क्या वोल्टेज मिलता है तो अब पोर्ट A को I 2 हैट दिया जाता है इसलिए पोर्ट 1 पर केवल इस विद्युत धारा स्रोत के सक्रिय होने के साथ मुझे Z 1 A × I 2 हैट मिलेगा यदि आप निचले चित्र को देखते है विद्युत धारा स्रोत की दिशा के कारण पोर्ट B माइनस I 2 हैट के साथ प्रदीप्त होता है तो यहाँ पोर्ट A को I 2 हैट के साथ प्रदीप्त किया गया है और यहाँ पोर्ट B को माइनस I 2 हैट के साथ प्रदीप्त किया गया है क्योंकि पोर्ट B में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा माइनस I 2 हैट है तो यहाँ वोल्टेज माइनस Z 1 B × I 2 हैट है अब मूल मामले में मेरे पास ये दोनों स्रोत सक्रिय है इसलिए वास्तविक वोल्टेज V 1 हैट इस वोल्टेज और उस वोल्टेज का योग होगा तो यहाँ वोल्टेज Z 1 A × I 2 हैट माइनस Z 1 B × I 2 हैट या Z 1 A माइनस Z 1 B × I 2 हैट होगा तो बहुत सरल मैंने विद्युत धारा स्रोत को विभाजित किया एक समय पर आउटपुट प्राप्त करने के लिए 1 विद्युत धारा स्रोत लिया आउटपुट प्राप्त किया और मेरे पास यह पोर्ट 1 पर मेरा आउटपुट है जब पोर्ट 2 प्रदीप्त होता है मुझे यह भी पता है कि पोर्ट 1 और पोर्ट A पोर्ट को मेरे पारस्परिक के लिए पोर्ट 1 और पोर्ट B पोर्ट को मेरे पारस्परिक के लिए तो यह और कुछ भी नहीं बल्कि Z A 1 माइनस Z B 1 × I 2 हैट जैसा ही है तो यहाँ जो वोल्टेज V 1 हैट विकसित किया गया है वह ZA 1 माइनस ZB 1 × I 2 हैट के समान है मुझे लगता है कि आप पहले से ही यहाँ पारस्परिकता देखने में सक्षम है लेकिन केवल पूर्णता के लिए मापदंड Z 2 1 पोर्ट 2 के खुला परिपथ होने के साथ V 2 बाय I 1 होगा अर्थात् परिपथ में V 2 I बाय I 1 है जिसे ZA 1 माइनस ZA 1 में स्थानांतरित किया गया है और मापदंड Z 1 2 परिपथ में V 1 हैट बाय I 2 हैट होगा जो ZA 1 माइनस ZB 1 भी होगा तो वह Z 2 1 के बराबर है तो एक साधारण विस्तार द्वारा हम एक सामान्य चार टर्मिनल प्रतिरोधक 2 पोर्टों के लिए पारस्परिकता साबित कर सकते है तो यह साबित होता है मूल रूप से हमने Z 1 के Z 2 1 के बराबर होने को साबित कर दिया है और ऐसा करने में हमने तीन टर्मिनल प्रतिरोधक दो पोर्टों में पारस्परिकता का उपयोग किया है और हम विद्युत धारा स्रोत को विभाजित करने के लिए पहले की प्रमेय और सुपर पोजीशन का भी उपयोग करते है पहले के प्रमेय का भी उपयोग करते है क्योंकि हम तीन टर्मिनल 2 पोर्टों में पारस्परिकता का उपयोग कर रहे है हमें कुछ अन्य पोर्टों को संदर्भ नोड के रूप में एक सामान्य उभयनिष्ठ नोड के साथ परिभाषित करना था और हम इसे काफी आसानी से कर सकते थे उम्मीद है कि वह स्पष्ट हुआ है